सभी को नमस्कार कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम संख्यात्मक विधियों पर थोड़ा सा बात करेंगे अंतर समीकरणों में मुख्य रूप से केवल अंतर समीकरण हैं हम इन संख्यात्मक तरीकों पर बहुत अधिक समय नहीं खर्च करने जा रहे हैं क्योंकि यह अपने आप ही एक अलग पाठ्यक्रम हो सकता है लेकिन हम दवा की खोज में संख्यात्मक तरीकों के पार आएंगे क्योंकि जैसे मैंने उल्लेख किया है कि यदि आप मिनीमा को देखने जा रहे हैं तो हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि dydx 0 होना चाहिए और डीd square yd x square should be 0 इसलिए dydx की गणना की जाती है जिसे हमने देखा पिछला वर्गइसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कंप्यूटर संख्यात्मक तकनीकों का उपयोग कैसे कर रहा है यदि यह विश्लेषणात्मक समाधान में है तो यह काफी सरल है उदाहरण के लिए यदि आपके पास yx square so dydx 2xहै dydx 2x y x2 dydx 2x हमने स्कूल में पढ़ाई की होगी लेकिन फिर एक फ़ंक्शन की कल्पना करें जिसे अंश और हर में बहुत जटिल स्वतंत्र चर मिले हैं इसलिए विश्लेषणात्मक रूप से करना संभव नहीं है और कंप्यूटर के लिए उन्हें संख्यात्मक तकनीकों का उपयोग करके इस dydx की गणना करना है इसलिए हमारे Force Field method की तरह हमारे distance or the bond length bond angle bond torsion है हमारे पास 3 independent variables हैं जिन्हें समायोजित करने की आवश्यकता है ताकि कुल ऊर्जा जो बाएं हाथ की तरफ हो न्यूनतम हो जाए तो हमारे पास गणना करने के लिए कई df dx df dy df dz होंगे इसलिए अगर यह विश्लेषणात्मक है जैसा कि मैंने कहा कि यह yx square की तरह आसान है तो हम dy dx 2x की गणना कर सकते हैं अन्यथा हमें इसे संख्यात्मक रूप से करने की आवश्यकता है तो mathematical function के derivative का आकलन करना जिसे finite different approximation कहा जाता है सबसे सरल एक बिंदु dydx पर ढलान की गणना करने के लिए 2 point estimation है जैसा कि आप जानते हैं कि delta ydelta x से अनुमानित है जो कि yx h yx h के बराबर है वास्तव में यह है कि यह इस तरह से बाहर आ जाएगा तो h छोटी दूरी है इसलिए आप हमारे कार्य function y at xh पर लगाते हैं और फिर y x पर कार्य का अनुमान लगाते हैं तो divided by h अंतर को लें यहां जैसा कि आप यहां देख सकते हैं अगर यह आपका कार्य जैसा है dydx ΔyΔx y xh - y h इसलिए हम इस स्थान पर slope की गणना करना चाहते हैं तो यहाँ approximation है कि आप function at point x की गणना करें आप x h पर फ़ंक्शन की गणना करते हैं और फिर आप divided by h अंतर लेते हैं वास्तव में यह एक slope है इस दूरी से विभाजित यह दूरी यहां के slope से जुड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं कि h छोटा है और छोटा है यह सटीक ढलान बन जाता है लेकिन यदि x is larger and larger है तो आप यहाँ अंतर देखते हैं तो यह वह error है जो आती है हमें एक बहुत small h रखने की जरूरत है ताकि हमें इस बिंदु x पर dydx के लिए approximationप्राप्त हो लेकिन अगर आप एक h रखने जा रहे हैं तो आप बहुत अधिक गणना करने जा रहे हैं इसलिए गणना का प्रयास भी बढ़ जाता है तो यह सबसे सरल विधि है इसलिए इसमें थोड़ी और अधिक सम्मिलित विधि होती है जिसके लिए बहुत अधिक गणना की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन फिर भी यहाँ slope का एक बेहतर अनुमान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि आप इस जगह पर slope का अनुमान लगा रहे हैं x h पर फ़ंक्शन लेकर और fx घटाव पर फ़ंक्शन की गणना करके और subtraction फिर दूरी h से विभाजित करते हुए इसे finite difference method कहा जाता है इसे आगे की विधि कहा जाता है वह भी एक finite difference method है लेकिन इसे forward method कहा जाता है इसलिए जैसे मैंने कहा कि यदि आपके पास विश्लेषणात्मक समाधान संभव है तो यह सबसे सटीक है अन्यथा अधिकांश मामलों में विश्लेषणात्मक समाधान होना संभव नहीं है इसलिए हम dydx का अनुमान लगाने के लिए संख्यात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं एक और विधि है जिसे केंद्रित अंतर सूत्र कहा जाता है ydx xh - y 2h इसका मतलब है कि आप x h x h करते हैं और फिर 2h से विभाजित करते हैं तो यह x h है और फिर हमारे पास x है हमारे पास x h है हमारे यहाँ x है और मान लीजिए कि हमारे यहाँ x h है तो आप x h पर गणना करते हैं इसलिए यह अंतर 2h होगा इसलिए यह x h के एक फंक्शन पर है और यह x h के फंक्शन पर है और अंतर 2h का है आप एक ही गणना dydx y xh - y 2h करते हैं इसे केंद्र अंतर कहा जाता है यह आगे के अंतर से थोड़ा अधिक सटीक है जबकि आगे के अंतर में हम इस बिंदु को लेते हैं और यह बिंदु मान घटते हैं difference h लेते हैं जबकि केंद्र अंतर में यहाँ और यहाँ ले और फिर 2h से विभाजित तो यह एक औसत लेने जैसा है फिर higher order methods हैं जैसे मैंने कहा कि ये विधियाँ जैसे मैंने आपको आगे का अंतर दिखाया center difference have error of the order of h square की error है इसलिए यदि h छोटी है तो त्रुटि h वर्ग होगी इसलिए अगर मैं h को एक दसवां भाग देता हूं तो त्रुटि भी उसी का एक सौवां हिस्सा बन जाएगी उच्च क्रम के तरीके एक विधि है जिसे 5 बिंदु विधि कहा जाता है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इसे 5 बिंदु विधि कहा जाता है dydx y x2h 8 yxh - 8y y 12h इसलिए आप 2h 2h h और -h पर फ़ंक्शन की गणना करते हैं और फिरderivative first derivative की गणना करने के लिए इस सूत्र और फिर 12h का उपयोग करते हैं तो आप 2h 2h then again h h और फिर यह h power 4 के error of the order है एक और विधि है जिसे पिछड़े अंतर विधि कहा जाता है dydx y - y h तो जैसे हम पहले मामले में लेते हैं x h और x h हम x और x h लेते हैं तो इसे बैकवर्ड अंतर विधि कहा जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम x h और x यहाँ लेते हैं हम x और x h लेते हैं तो इसीलिए इसे backward difference method कहा जाता है इसमें आगे के अंतर विधि की तरह ही x वर्ग के क्रम की भी error है तो इन सभी विधियों में x वर्ग के क्रम में errors हैं और ये उच्च क्रम विधियाँ ine 5 point method an error order of h power 4 तो सॉफ़्टवेयर का सामान्यतया h उच्च क्रम विधियों के आकार को कम करने के बजाय उच्च क्रम विधियों का उपयोग करते हैं अधिक सटीक हो सकता है और त्रुटि मानों का बहुत अच्छा अनुमान दे सकता है तो हम इसे देखते हैं उदाहरण के लिए मेरे पास y x वर्ग dy dx 2x है तो मान लीजिए कि हम x 5 का पता लगाना चाहते हैं हम क्या करते हैं आगे की विधि में है कि मैं क्या करूंगा आगे की विधि में मैं x h पर y की गणना करूँगा मान लीजिए मैं h 001 लेता हूं हम 5y x वर्ग पर x 001 लेते हैं इसलिए हम इसे कर सकते हैं तो यह x h पर है क्योंकि यह x square है हम A B1 की गणना करते हैं जो कि आपका h है और यह xh पर है इसलिए यह 8 h to the power 2 है फिर हम क्या करते हैं हम एक अंतर लेते हैं अंतर यह है यह अंतर है और फिर एच तो यह 1001 पर आता है लेकिन जब आप y x square लेते हैं और dydx 2x तो x 5 पर उत्तर 10 होगा यह सटीक मान है यह सटीक मूल्य है यह numerical difference method है आप इस बात को समझ सकते हो यह सटीक मान है क्योंकि 5 डाई dx 2x पर है इसलिए मैंने 2 5 डाला जो 10 पर आता है यदि मैं संख्यात्मक भेदभाव करता हूं तो मैं क्या करूं मैं y मान 5 001 पर लूंगा y मान 5 पर और फिर h यहां मैंने 001 के रूप में एच लिया है इसलिए 5 001 पर y 2510001 है y 5 पर 25 यहां अंतर लें और फिर I h जो 001 है तो संख्यात्मक विभेद मुझे 1001 देता है और जबकि सटीक यह एक है तो आप देखते हैं कि 001 की एक छोटी सी त्रुटि है यदि मैं चरण की लंबाई 002 बढ़ाता हूं तो यह 1002 हो जाती है error बढ़ गई है इसलिए यदि मैं उदाहरण के लिए इसे बढ़ाकर 01 कर देता हूं तो error बन गई है जैसा कि आप देख सकते हैं कि numerical differentiation देता है 101 जबकि सटीक मान नहीं बदलता है यह 10 है इसलिए आप संख्यात्मक को लगभग 10 error देते हुए देख सकते हैं इसलिए अगर मैंने 01 डाला तो आपको 1 error मिलती है तो चरण की लंबाई 001 है मुझे 1 त्रुटि मिलती है चरण की लंबाई 01 है मुझे 10 error मिलती है इसलिए अगर मैं इसे अभी भी छोटा करता हूं तो मुझे लगभग 01 error मिलती है इसलिए step length के आधार पर error नीचे आती रहती है जैसा कि आप देख सकते हैं इसलिए अगर हम 001 रखते हैं तो हमें 1 error मिलती है 01 हमें 10 error मिलती है 0001 इसे 01 error मिलती है इस प्रकार के फ़ंक्शन y x square के लिए तो क्योंकि x square यह एक quadratic fashionमें उठाने जा रहा है इसलिए dydx रूप से बदल सकता है फिर से यह हर समय स्थिर नहीं रहेगा क्योंकि अगर हम x 10 पर लेते हैं तो मुझे पता लगाना है तो यह इस बात के आधार पर बदल सकता है कि हम किस बिंदु पर dydx का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि error step length h पर निर्भर करती है आपके पास 1 error हो सकती है आपके पास 10 error हो सकती है step length जितनी बड़ी हो आप चीजों को तेजी से अलग कर सकते हैं इसलिए कम्प्यूटेशनल समय कम है लेकिन error को जोड़ना और जोड़ना जारी रहेगा और जोड़ना बहुत खतरनाक है step length कम होने से error बहुत कम होगी लेकिन आप अधिक कम्प्यूटेशनल होने जा रहे हैं देखें यह error केवल 01 है जो कि अधिक हो सकती है इसलिए आदर्श रूप से हम 00005 में जा सकते हैं इसलिए error 005 है तो शायद यह ठीक है या 00001 है इसलिए error 001 है तो लेकिन step length को देखें तो 00001 इसलिए यदि हम 0 से 10 की दूरी पर dydx की गणना करना चाहते हैं उदाहरण के लिए यदि हम 0 से 10 की distance की गणना करना चाहते हैं तो गणना की संख्या लगभग 100000 होगी तो बहुत सारी गणना चरण की लंबाई बहुत कम है गणना की संख्या भी बढ़ेगी लेकिन अगर चरण की लंबाई छोटी है तो आपकी error भी कम होगी उदाहरण के लिए यदि आप इस 00001 को देखते हैं तो error dydx अंतर में 001 है जबकि अगर मैं 001 पर जाऊं तो error 1 हो जाती है जो बहुत अधिक है आपके पास लगभग 01 error होना बहुत अच्छी है लेकिन आपकी गणना की संख्या भी बढ़ती रहेगी मेरा मतलब है कि गणना की संख्या भी बढ़ती रहती है तो यह मुख्य बिंदु है जिसे आपको नोट करने की आवश्यकता है जब आप numerical differentiation कर रहे हैं या उदाहरण के लिए भी numerical integration त्रुटि निर्धारित करती है और step length भी गणना की संख्या निर्धारित करती है जो हमें करना है तो ऐसे तरीके हैं जो बहुत छोटे या यथोचित रूप से बड़े step length लेकिन अधिक सटीक गणना का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप first derivative के लिए 5 बिंदु विधि को देखते हैं जहां x 2h यह और इसी तरह तो y की गणना 5 विभिन्न स्थानों पर की जाती है तो यह error h power 4 के क्रम में है हम कोशिश कर सकते हैं कि 001 भी कहे तो हम कहते हैं कि 5 की गणना x 2h के रूप में की जाती है तो x वर्ग आपकी समस्या है इसलिए हम 2 h की गणना कर सकते हैं फिर आप x h पर गणना करते हैं जो खुली ब्रैकेट x है तो हमारे पास x 2h है तो x h फिर x h फिर x 2h 2 तो यह आता है यह यह खुला ब्रैकेट 12 वर्ग इन सभी जगहों पर आ रहा है जो मुझे याद नहीं था हाँ हम इस वर्ग शब्द को चूक गए इसीलिए तो आप x 2h पर गणना करते हैं फिर आप x h की गणना करते हैं फिर आप xh की गणना करते हैं फिर आप x 2h की गणना करते हैं फिर इस सूत्र का उपयोग करें x 2h जो कि 8 x h 8 xh 2h 12h का ऋण है इसलिए हमें 10 मिला जबकि यदि आप एक simple forward differential का उपयोग करते हैं तो आपको 1001 मिलता है जबकि 5 point method आपको 10 देती है जो आपके उत्तर के साथ बिल्कुल मेल खाती है इसलिए अगर मैं इसे उदाहरण के लिए एक point 1 के रूप में बनाता हूं यदि हम step lengthको बहुत बड़ा बनाते हैं जैसा कि आप फिर से देख सकते हैं कि सरल विधि आपको देती है 2 point methods 10 error देती हैं जबकि 5 point method अभी भी बहुत अच्छी है इसलिए आपको अभी भी one point method की तुलना में 5 point method के साथ बहुत अच्छा उत्तर मिलता है तो 5 point method के संबंध में बहुत बड़ी चरण लंबाई को शामिल किया जा सकता है जो इस प्रकार के तरीकों की सुंदरता है इसलिए हम error में सुधार कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ बड़े h मान step length ताकि हम यथोचित रूप से अच्छी dydx प्राप्त कर सकें तो यह संख्यात्मक विभेद बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कई रूपात्मक खोज एल्गोरिदम में backbone है जब आप original confirmation के साथ शुरू करते हैं और तब आप confirmation तक पहुंचना चाहते हैं ताकि ऊर्जा न्यूनतम हो इसलिए यह प्राप्त करने के लिए कि जैसे मैंने कहा dydx 0 होना है और d square y by dx square होना चाहिए 0 इसलिए इस dydx 0 की गणना करने में कई अंतर समीकरणों को प्राप्त करना होगा आम तौर पर numerical methods का पालन किया जाता है जहां इस प्रकार के first order point estimation dydx y at xh - y at xh h द्वारा विभाजित किया जाता है और आपके पास केंद्रित अंतर है जिसका अर्थ है कि आप x h और x h 2h से पता लगाते हैं या हमारे पास एक 5 point method है जिसका हम अनुसरण करते हैंइसका मतलब है कि हम x 2h x h x h x 2h को लेते हैं और फिर 12h से विभाजित करते हैं इस प्रकार की पद्धति में त्रुटियां बहुत कम हैं या एक पिछड़ा अंतर है लेकिन फिर से यह भी h square के error of the order है इसलिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि 5 पॉइंट तरीका हमेशा अच्छा होता है जो अंतर का बेहतर अनुमान होता है संख्यात्मक का उपयोग करके भेदभाव करना अपने एच को यथोचित रूप से बड़ा बनाए रखना minimum energy confirmation के लिए इनकी आवश्यकता होती है जहाँ हम इस प्रकार के dydx 0आवश्यकता का उपयोग करते हैं तो इसी तरह हमारे पास संख्यात्मक एकीकरण भी है उदाहरण के लिए यदि dydx y square विश्लेषणात्मक रूप से हम इसे यहाँ लेते हैं तो इसे यहाँ ले जाएँ कि यहाँ dyy square dx integrating both sides - 1y x constant तो यह हम में किया जाना चाहिए अपने स्कूल या यहां तक कि अपने इंजीनियरिंग में पहले वर्ष और वास्तव में अंतिम तो अगर यह विश्लेषणात्मक है तो जीवन आसान है dydx y2 dy y2 dx 1 y x constant लेकिन फिर अगर आपके यहाँ बहुत जटिल समीकरण है तो यह संभव नहीं है तो आपके पास dydx even function of x and y का कार्य भी बहुत जटिल हो सकता है फिर हमें इस संख्यात्मक रूप से केवल हल करना है और कई विधियां संख्यात्मक विधियां उपलब्ध हैं जो इस प्रकार की गणना करता है इसलिए हम बिंदु n h n 2h n 3h पर अलग अलग बिंदुओं पर y का पता लगाना चाहते हैं जैसे कि हमें इसकी आवश्यकता है इसे संख्यात्मक एकीकरण के रूप में जाना जाता है तो कई विधियां सरल और बहुत कठिन विधियां हैं उदाहरण के लिए सबसे आसान को यूलर फॉरवर्ड विधि कहा जाता है तो हम xn पर y का मान जानते हैं हम y का मूल्य जानते हैं या मुझे पता है कि xn पर yn है इस तरह यह एक जिसे मैं जानता हूं अब हम xn 1 पर पता लगाना चाहते हैं कि y का मूल्य क्या है यह सवाल है हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कई विधियाँ हैं और सबसे सरल है ईयूलर्स फॉरवर्ड विधि yn1 yn h fxn yn तो हम क्या करें जो कुछ हमने संख्यात्मक विभेदीकरण में किया है यहाँ हम संख्यात्मक एकीकरण कर रहे हैं तो हम एच को फिर से यहां ले जाते हैं distance or the step length है हम xn पर फ़ंक्शन की गणना करते हैं यहाँ yn करें हम इस स्थान पर इस स्थान पर फ़ंक्शन की गणना करते हैं और फिर हमें f xn yn मिलता है फिर वह यहाँ की तरह ढलान है और फिर h से गुणा किया जाता है और फिर हम कहते हैं कि yn 1 है यह निश्चित रूप से सीधे आगे सही है तो हमारे पास xy का dydx f है तो हम क्या करें हम delta ydelta x f लेते हैं तो डेल्टा y कुछ भी नहीं है लेकिन yn 1 -yn डेल्टा x द्वारा विभाजित है xn yn का h f हो सकता है तो yn 1 yn h f xn yn यह वही है जो यहां दिया गया है समझें तो हम इस अनुमान से शुरू करते हैं यह सबसे सरल तरीका है इसलिए यदि हम xn value पर y value को जानते हैं तो हमें पता है कि हम xn पर है तो हम क्या करे हम उस फ़ंक्शन की गणना करते हैं जो यहां slope है क्योंकि यह फ़ंक्शन कुछ भी नहीं है लेकिन यहां slope here dydx है तो यह पिछले संख्यात्मक विभेदन का उलटा है और फिर यहाँ h से गुणा किया जाता है h मेरी दूरी यहाँ है तो हम yn 1 प्राप्त करते हैं इसलिए जैसे ही आप इसे Euler की विधि कहते हैं और फिर से देख सकते हैं कि यदि h छोटा है तो मुझे इसका अच्छा मूल्य मिलने वाला है यदि h बहुत बड़ा है तो मैं यहां समाप्त कर सकता हूं जहां वास्तविक मूल्य यहां हो सकता है क्योंकि यदि आपके पास इस तरह से ऊपर की ओर एक ग्राफ है और फिर आप इसे एक रेखीय के रूप में ले जाएंगे तो जाहिर है कि अंतर है तो h को छोटा होना है तो या तो मैं small h डाल सकता हूं या मैं विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता हूं यहाँ कुछ बहुत अच्छी विधि है और बड़े h के साथ यह yn 1 के लिए बहुत अच्छा approximation दे सकता है यहाँ की slope से तो मूल रूप से इस पद्धति में आपके पास यहां slope है आपके पास यहां slope है और फिर हम यहां एच से गुणा करते हैं और फिर इसे yn 1 मान प्राप्त करने के लिए yn के साथ जोड़ते हैं जिसे यूलर की विधि कहा जाता है यूलर की विधि इन सभी विधियों में से सबसे सरल है तो ये 2 numerical integration and differentiation बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम इस विषय पर और अधिक जारी रखेंगे और ऐसे सरल तरीके हैं जिनके लिए बहुत ही कम h के लिए बहुत low error value की आवश्यकता होती है जबकि अन्य higher order methods हैं जो larger h में भी ले सकते हैं लेकिन फिर भी errors छोटी हो सकती हैं जैसे कि हमने आपको संख्यात्मक भिन्नता में फिर से दिखाया जब हम numerical integration भी करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि Euler's method के साथ h is large है तो आपको चित्र में आने में बहुत error हो सकती है लेकिन ऐसी अन्य विधियां हैं जो इस प्रकार की समस्या को बेहतर तरीके से संबोधित कर सकती हैं इसलिए हम अगली कक्षा में भी इन संख्यात्मक तकनीकों पर अधिक जारी रखेंगे लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि संख्यात्मक विधियां अपने आप में एक बड़ा कोर्स है हम पूरे को कवर नहीं कर सकते इसलिए मैं आपके लिए इस विशेष विषय का केवल बहुत ही संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूं इसलिए हम इस पर और अधिक जारी रखेंगे